नमस्कार और वापस स्वागत है अपने पिछले वीडियो में हमने कोशिका चक्र के बारे में बात की थी और हमने इस बारे में बात की थी कि सेल सेल विभाजन के लिए खुद को तैयार करने में कितना समय लगता है आज के वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करने जा रहे हैं और दो अलग अलग प्रकार के कोशिका विभाजन हैं एक माइटोसिस है और दूसरा मइओसिस है या मायोसिस 'Myosis' जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं तो अपने मूल के बारे में बात करके शुरू करते हैं अब आप गौर करेंगे और हम सभी जानते हैं कि हम अपना जीवन सेक्स्यूअल रीप्रडक्शन की प्रक्रिया से शुरू करते हैं जिसमें अंडे का निषेचन होता है जिसे आप शुक्राणु कोशिकाओं द्वारा डिंब भी कहते हैं और यह निषेचन के बाद है एक ज़ाइगोट का गठन है अब हम सभी एक एकल कोशिका वाले युग्मनज के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं जो अगले नौ महीनों की अवधि में कई ड्यूप्लकेशन और विभाजन से गुजरता है और पूरा जन्मा बच्चा को जन्म देता है और फिर अंत में हम एक पूर्ण वयस्क में विकसित होते हैं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सभी अपना जीवन एक ही कोशिका के रूप में शुरू करते हैं लेकिन हम अपने शरीर में अरबों से अधिक कोशिकाओं के साथ एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं अब यह कैसे संभव है अब वह प्रक्रिया जिससे एक डॉटर सेल एक सेल दो समान डॉटर सेल्स को जन्म देता है जिसे आप माइटोसिस कहते हैं और हम आज इस बारे में अध्ययन करेंगे और अन्य मइओसिस की प्रक्रिया है अब इस प्रक्रिया में मइओसिस की प्रक्रिया में जो केवल प्रजनन अंगों में होती है जो सेल्स प्रजनन अंगों में होते हैं वे मूल रूप से रीडक्शन विभाजन से गुजरते हैं और युग्मक को जन्म देते हैं यानी शुक्राणु और डिंब का निर्माण जिसमें क्रोमसोम्स की आधी संख्या होती है हम एक अलग वीडियो में मइओसिस के बारे में बात करेंगे आज हम माइटोसिस के बारे में बात करते हैं अब माइटोसिस का क्या महत्व है जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है यह न केवल एक जीव की वृद्धि में मदद करता है यहां मैंने मनुष्यों का उदाहरण लिया है लेकिन लगभग सभी अन्य यूकेरियोटिक जीवों पर भी यही लागू होता है फिर हम यह भी पता लगाते हैं कि अगर रिपेयर की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यदि आप खुद को घायल कर चुके हैं और आपकी त्वचा पर एक घाव है जिसे रिपेयर करने की आवश्यकता है तो आप पाते हैं कि कुछ दिनों के बाद घाव रिपेयर हो गया है और एक नई त्वचा फिर से दिखाई देती है अब इस तरह का रिपेयर मेकॅनिज्म माइटोसिस के कारण संभव है इसी तरह अगर आप हमारे नियमित घर में कुछ जानवरों को देखते हैं उदाहरण के लिए छिपकली तो आप पाएंगे कि वे आसानी से अपने कतरे हुए पूंछ को फिर से पा लेती हैं और यह संभव है क्योंकि पूंछ में सेल्स कोशिका विभाजन की तीव्र प्रक्रिया से गुजरते हैं और यह फिर से माइटोसिस की प्रक्रिया से होता है तो माइटोसिस मूल रूप से कोशिका विभाजन है जो शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की रिपेयरिंग करने और जीव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन में माइटोसिस और मइओसिस के बीच का अंतर यह है कि माइटोसिस क्रोमोसोम्स की समान संख्या वाली समान डॉटर सेल्स को जन्म देता है है उदाहरण के लिए मनुष्यों में हम सभी जानते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम्स के तेईस जोड़े हैं या दूसरे शब्दों में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं माइटोसिस में माइटोसिस के हर राउंड के अंत तक आपके पास दो डॉटर सेल्स होंगे जिनमें से प्रत्येक में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो माइटोसिस आमतौर पर हमारे शरीर के सोमेटिक सेल्स में देखा जाता है जो सेल्स प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और माइटोसिस निचले यूकेरियोट्स में असेक्स्यूअल रीप्रडक्शन की प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार होता है इसके विपरीत मइओसिस अलग है मइओसिस फिर से कोशिका विभाजन का एक रूप है लेकिन इसे रीडक्शन विभाजन भी कहा जाता है इस प्रक्रिया में जब एक सेल मइओसिस से गुजरता है तो क्या होता है कि यह सेक्स कोशिकाओं को जन्म देता है जिन्हें युग्मक भी कहा जाता है क्रोमोसोम्स की संख्या के आधे के साथ तो यदि अंडाशय का जर्म सेल कोशिका शुरू हो रहा है तो यह बनेगा यह 46 क्रोमोसोम्स के साथ शुरू होगा लेकिन मइओसिस के बाद क्रोमोसोम्स की आधी संख्या के साथ एक अंडा कोशिका को जन्म देगा तो यह माइटोसिस और मइओसिस के बीच का अंतर है और जब हम मइओसिस के बारे में बात करते हैं तो मैं इस बात पर भी जोर दूंगी कि न केवल सेक्स्यूअल रीप्रडक्शन में बल्कि विविधताओं इन्डूस करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम अन्य वीडियो में मइओसिस के बारे में समझेंगे तो आइए हम माइटोसिस पर वापस आते हैं और इससे पहले कि मैं माइटोसिस की वास्तविक प्रक्रिया में उतरूं यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे क्रोमोसोम्स की व्यवस्था कैसे की जाती है और हम सभी जानते हैं कि हमारा आनुवंशिक सामग्री डीएनए में एन्कोडेड है लेकिन फिर एक एकल स्ट्रैंड एक एकल खिंचाव डीएनए बहुत लंबा होता है और यह प्रोटीन के एक सेट के आसपास कई फोल्डिंग और आवरण के माध्यम से पैकेज प्राप्त करता है जिसे हिस्टोन कहा जाता है तो आपके पास डीएनए है जो इस हिस्टोन्स के चारों ओर लपेटता है जो कि क्रोमैटिन कहलाता है अब प्रत्येक क्रोमैटिन आगे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट संरचना बनाने के लिए मोड़ता और फोल्ड होता है और जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं अब आम तौर पर एक सेल जो इंटरफेज़ और डीएनए संश्लेषण से गुजर रहा है क्रोमैटिन अपेक्षाकृत शिथिल रूप से व्यवस्थित है लेकिन इससे पहले कि यह कोशिका विभाजन से गुजरने के लिए तैयार है क्रोमेटिन आगे क्रोमोसोम में संघनित होता है अब दो टर्म् हैं जो हमेशा कन्फ्यूजिंग हैं इसलिए मुझे स्पष्ट करना चाहिए तो प्रत्येक क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है बल्कि संघनित क्रोमैटिन का एक सेट है और क्रोमोसोम के डीएनए रेप्लकेशन के बाद जो आमतौर पर सेल चक्र के एस चरण के दौरान होता है प्रत्येक क्रोमोसोम स्वयं की एक प्रति को जन्म देता है ठीक क्योंकि यही डीएनए डूप्लकेशन या डीएनए रेप्लकेशन का उद्देश्य है तो अब इस डुप्लिकेट कॉपी को केंद्रीय संरचना द्वारा पेरन्ट क्रोमोसोम से भी जोड़ा जाता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एस चरण में डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया के बाद समान डुप्लिकेट डीएनए के अलावा कुछ भी नहीं हैं और वे अभी भी एक केंद्रीय बिंदु पर जुड़े हुए हैं जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है अब सेंट्रोमियर भी प्रोटीन के एक निश्चित वर्ग से घिरा हुआ है जिसे सेंट्रोमीटर के आसपास इस प्रभामंडल के रूप में दर्शाया गया है जिसे आप किनेटोकोर कहते हैं अब मैं थोड़ी देर बाद इस पर वापस आऊंगी लेकिन कुछ समय के लिए बस याद रखना चाहिए कि यह आमतौर पर सेंट्रोमियर के आसपास होता है और यह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना से जोड़ने में मदद करता है जिसे कहा जाता है स्पिंडल फाइबर'spindle fibres' अब ये स्पिंडल फाइबर"spindle fibres'क्या हैं स्पिंडल फाइबर मूल रूप से संरचनाओं का एक समूह होते हैं जिन्हें सेंट्रोसोम के द्वारा निर्मित किया जाता है अब एनिमल सेल्स के मामले में जो आप पाते हैं उसके प्रत्येक कोशिका के एक ध्रुवीय छोर पर यह संरचना होती है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है जो वास्तव में सेंट्रिओल्स से बना होता है अब ये सेंट्रिओल्स संरचनाएं हैं जिन्हें एक दूसरे के लंबवत रखा गया है और यह इस सेंट्रोसोम से है कि आपको माइक्रोट्यूबुल्स का विस्तार होने लगता है याद रखें कि जब हम सेल संरचना के बारे में बात कर रहे थे तो हमने माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में बात की थी तो इनमें से प्रत्येक एक विस्तारित संरचना देता है जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहा जाता है जो फिर स्पिंडल के आकार या पिंजरा जैसी संरचना इन माइक्रोट्यूबुल फाइबर की बनाता है और मैं इस पर वापस आऊंगी जब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स कैसे अलग हो जाते हैं तो एनिमल सेल्स में सेंट्रीओल्स होते हैं पौधों में यह नहीं होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पौधे की कोशिकाएं एक स्पिंडल नहीं बनाती हैं वे अभी भी एक स्पिंडल का निर्माण करती हैं जो माइक्रोट्यूबुल्स से बना होता है और ऐसा कुछ माइक्रोट्यूबुल्स के कारण होता हैफ़िलामेंट जो परमाणु लिफाफे के बाहर विस्तारित होते हैं और कुछ फ़िलामेंट भी होते हैं जो कॉःटेक्स नामक संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं बल्कि कॉर्टिकल एक्टिन प्लाज्मा झिल्ली के आसपास क्षेत्र बनाते हैं तो ये नलिकाएं क्या करती हैं कि ये मूल रूप से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान सेंट्रोसोम पहले रिप्लकेट करते हैं और उनमें से एक जाती है और कोशिका के दूसरे छोर पर कब्जा कर लेती है और फिर एक बार यह कोशिका के दूसरे छोर पर व्यवस्थित हो जाती है ये रेशे या माइक्रोट्यूबुल्स भी बनाती हैं यह सेंट्रोसोम भी माइक्रोट्यूबुल्स बनाता है और वे एक पिंजरे या एक जाल कार्य का निर्माण करते हैं मैं कहूंगी कि पिंजरे की तरह माइक्रोट्यूबुल फाइबर का जाल कार्य और हम इस पर वापस आएंगे जब हम क्रोमोसोम्स कैसे अलग हो जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो दो बातें मैं चाहती हूं आप ध्यान में रखें एक कि इंटरपेज़ के बाद या इंटरपेज़ की प्रक्रिया के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है जो डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया है और एक बार डीएनए रेप्लकेशन होने के बाद क्रोमोसोम खुद को डुप्लीकेट करता है और डुप्लिकेट क्रोमोसोम को केंद्र बिंदु के माध्यम से पहले वाले के साथ जोड़ा जाता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक क्रोमोसोम को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है सेंट्रोमियर भी प्रोटीन के एक बादल से घिरा हुआ है यह प्रोटीन के एक कोट की तरह है जिसे किनेटोचोर कहा जाता है और यह किनेटोकोर बहुत महत्वपूर्ण है जब एक क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से खुद को जोड़ना होता है स्पिंडल फाइबर कैसे बनाए जाते हैं पशु कोशिकाओं में ये बनाए जाते हैं थैंक्स सेंट्रीओल्स की उपस्थिति के लिए और यह एक संरचना में आयोजित किए जाते हैं जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है तो ये स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूबुल्स से बने होते हैं पिंजरे जैसी संरचना की तरह एक ध्रुव से कोशिका के दूसरे ध्रुव तक फैलते हैं और हम इस पर वापस आएंगे जब हम क्रोमोसोम्स के अलगाव को देखेंगे तो माइटोसिस क्या है जैसा कि मैंने कहा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेल दो सटीक डॉटर सेल्स को जन्म देता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेल अपने आप को क्रोमोसोम्स की सटीक संख्या के साथ कॉपी करता है और यह ग्रोथ और रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण है और आप जो नोटिस करते हैं वह यह है यह क्रोमोसोम्स की समान संख्या के साथ डॉटर सेल्स को जन्म देता है इसलिए यदि एक सेल 46 क्रोमोसोम्स से शुरू होता है तो प्रत्येक डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो जब हम वापस सेल चक्र पर जाते हैं मैंने आपको बताया था कि अधिकांश समय एक सेल इंटरपेज़ में मौजूद है और इंटरपेज़ का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह इस चरण के दौरान सेल आकार में बढ़ता है अपने ऑर्गेनेल को डुप्लिकेट करता है यह अपने डीएनए को भी डुप्लीकेट करता है जो एस चरण के दौरान होता है और फिर जी 2 चरण के दौरान सेल यह सुनिश्चित करता है कि डीएनए को बिल्कुल कॉपी किया गया है डीएनए रेप्लकेशन में कोई त्रुटि नहीं है अगर कोई भी त्रुटियां है डीएनए रेप्लकेशन में त्रुटियां तब डीएनए रिपेयर की प्रक्रिया होगी सेल यह भी सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त हिस्टोन प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के लिए उपलब्ध है इसलिए जी 2 चरण के अंत तक इससे पहले कि एक सेल वास्तव में माइटोसिस की प्रक्रिया में प्रवेश करें जो पाई चार्ट के इस हिस्से में है सेल यह सुनिश्चित करता है कि पूरी मशीनरी तैयार है और माइटोसिस की वास्तविक प्रक्रिया के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार है तो माइटोसिस क्या है और इसे कैसे विभाजित किया जाता है माइटोसिस इंटरपेज़ के ठीक बाद होता है बशर्ते सभी प्रक्रियाओं की जाँच की गई हो और कोशिका को यकीन हो जाए कि सब कुछ ऑर्डर में है माइटोसिस की प्रक्रिया से गुजरने के लिए माइटोसिस को चार प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है प्रोफ़ेज़ प्रो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तो आप इसे पहले चरण के रूप में ले सकते हैं प्रोफ़ेज़ मेटाफ़ेज़ एनाफ़ेज़ और टेलोपेज़ तो मैं आपको एक फिगर में दिखाती हूं कि यह कैसे होता है तो प्रोफ़ेज़ में क्या होता है अब इंटरपेज़ खत्म हो गया है डीएनए ने खुद को डुप्लीकेट कर लिया है पर्याप्त हिस्टोन प्रोटीन उपलब्ध हैं और अब न्यूक्लियस विभाजित करने के लिए तैयार है तो पहले चरण में क्या होता है कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है सेंट्रोसोम पहले ही डुप्लीकेट कर चुका है और दूसरा सेंट्रोसोम सेल के दूसरे ध्रुव पर चला गया है आप यह भी पाते हैं कि क्रोमैटिन राइट यह एक डुप्लिकेटेड डीएनए है खुद को बहुत बेहतर संगठित संरचना में कन्डेन्स करना शुरू कर देता है जिसे आप क्रोमोसोम्स कहते हैं और आप देखेंगे कि प्रत्येक क्रोमोसोम अब दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है जो सेंट्रोमियर पर एक साथ आयोजित किया गया है इसके अलावा प्रोफ़ेज़ के दौरान आप पाते हैं कि डुप्लिकेट सेंट्रोमीटर एक स्पिंडल फाइबर बनाने लगता है जो इन माइक्रोट्यूबुल फ़िलामेंट की सहायता से होता है जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रहे हैं इसी समय नूक्लीअर ऍन्वलप् गायब होना शुरू हो जाता है यहां तक कि न्यूक्लिओलस भी जो वह सेक्शन है जहां न्यूक्लियस बड़ी मात्रा में राइबोसोम तैयार करता है गायब हो रहा है तो यह नूक्लीअर ऍन्वलप् गायब हो जाता है और पूरे स्पिंडल का निर्माण साइटोप्लाज्म नूक्लीअर मिक्स के अंदर होता है और आप पाते हैं कि क्रोमोसोम्स संघनित हो गए हैं और वे अब अगले चरण के लिए तैयार हैं और अगला कदम क्या है अगले चरण में आप पाते हैं कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल में व्यवस्थित होना शुरू कर देते हैं और यह कहीं प्रोफ़ेज़ और मेटाफ़ेज़ के बीच होता है और एक मध्यस्थ कदम होता है जिसे प्रो मेटाफ़ेज़ भी कहा जाता है तो प्रो मेटाफ़ेज़ चरण में ऐसा क्या होता है कि क्रोमोसोम्स ने अब खुद को एक फैशन में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है कि वे खुद को जोड़ना शुरू कर देते हैं और खुद को स्पिंडल फाइबर से जोड़ लेते हैं और अब वे खुद को स्पिंडल फाइबर से कैसे जोड़ते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वे इस संरचना के माध्यम से करते हैं जो कीनेटोकोर कहलाता है तो यह कीनेटोकोर संरचना है जिसके साथ क्रोमोसोम्स अब खुद को स्पिंडल फाइबर से जोड़ लेंगे अब मेटाफ़ेज़ के दौरान ये क्रोमोसोम्स कोशिका के भूमध्यरेखीय प्लेन पर व्यवस्था करना शुरू करते हैं तो मैं कहूंगी कि आप मेटाफ़ेज़ को याद करें क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ क्रोमोसोम्स एक सेल के बीच में मिलना शुरू होता है एम बीच के लिए तो आप पाते हैं कि मेटाफ़ेज़ में संघनित क्रोमोसोम्स भूमध्य रेखा के साथ खुद को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं और अब इनमें से प्रत्येक क्रोमोसोम्स कैनेटोचोर के माध्यम से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है इसके बाद तीसरा चरण आता है जो एनाफेज है अब यह एनाफेज पर है कि ये संलग्न क्रोमोसोम्स जो एक स्पिंडल नेटवर्क पर बैठे हैं और आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम्स बैठे हैं जिसे आप अब देखना शुरू करते हैं कि यह स्पिंडल फाइबर के माइक्रोट्यूबुल्स अलग खींचने लगते हैं यह लगभग एक रस्साकशी की तरह है जो स्पिंडल के दोनों सिरों के बीच हो रहा है और परिणामस्वरूप सिस्टर क्रोमैटिड अब अलग होने लगते हैं तो एक सेट यहां जाता है अगला सेट दूसरे छोर पर अलग करना शुरू हो जाता है इस स्पिंडल नेटवर्क के संकुचन के लिए धन्यवाद तो एनाफ़ेज़ में इन क्रोमोसोम्स का पृथक्करण या सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अभी तक जुड़े हुए थे अलग होने लगते हैं और तब तक जब आप टेलोफ़ेज़ में आते हैं तो क्रोमोसोम्स अलग हो गए हैं वे सेल के अन्य दो छोरों तक पहुंच गए हैं और इस समय आप नूक्लीअर ऍन्वलप् और न्यूक्लिओलस के पुन प्रकट होने को भी देखते हैं तो आप प्रोफ़ेज़ में शुरू करते हैं जहां एकल कोशिका के लिए आप पाते हैं कि पहले सेंट्रीओल्स का मूवमेंट दूसरे छोर पर है नूक्लीअर ऍन्वलप् का गायब होना है क्रोमोसोम्स का संघनन है और वहां स्पिंडल फाइबर का निर्माण है प्रोफेज़ के बाद प्रोमेताफेज़ होता है जिस पर ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से जुड़ना शुरू करते हैं और जब तक कोशिका मेटाफ़ेज़ तक पहुँचती है तब तक ये सभी क्रोमोसोम्स भूमध्यरेखा तल के साथ व्यवस्थित होते हैं और वे सभी इस संरचना के माध्यम से स्पिंडल फ़ाइबर से जुड़ जाते हैं जो किनेटोकोर की मदद से होता है फिर एनाफ़ेज़ आता है और एनाफ़ेज़ के चरण में स्पिंडल सिकुड़ने लगता है और क्रोमोसोम् अलग होने लगता है तो आप कह सकते हैं कि ए क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए और फिर अंत में इसके अंत तक क्रोमोसोम्स अन्य दो छोरों तक पहुंच गए हैं और परिणामस्वरूप आप पाते हैं कि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स अब नए बने नूक्लीअर ऍन्वलप् में संलग्न होने लगे हैं स्लाइड समय देखें 2334 तो टेलोफ़ेज़ के अंत तक क्या होता है कि आपके पास लगभग दो डॉटर नूक्लीआइ होती हैं और इन दो डॉटर नूक्लीआइ में अब समान मात्रा में क्रोमोसोम् होते हैं और क्रोमोसोम्स अब क्रोमेटिन में उलट और सिकुड़नेहोने लगे हैं सेल ऑर्गेनेल यह इस कार्टून में नहीं दिखाया गया है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसे सभी सेल ऑर्गेनेल भी समान रूप से वितरित किए जाते हैं सेंट्रीओल्स का एक सेट एक तरफ जाता है फिर सेंट्रीओल का दूसरा सेट दूसरी तरफ जाता है और अब आपके पास एक सेल है जिसके पास दो नूक्लीआइ या दो डॉटर नूक्लीआइ हैं और अब कोशिका को विभाजित करने की आवश्यकता है अब यह टैग जहां एक बार डॉटर नूक्लीआइ का गठन होने के बाद सेल केंद्र मेंकन्स्ट्रिक्टिंग शुरू कर देता है और यह कन्स्ट्रिक्शन होता है प्लाज्मा झिल्ली की तरल प्रकृति के लिए धन्यवाद यही आप क्लीवेज फरो भी कहते हैं आप पाते हैं कि एक बार डॉटर नूक्लीआइ दूसरे दो छोरों पर पहुँच जाते हैं वहाँ क्लीवेज फरो का गठन होता है साइटोप्लाज्म विभाजित होता है और फिर कोशिका दो डॉटर सेल्स में बंद हो जाती है यह प्रक्रिया जहां साइटोप्लाज्म भी विभाजित होता है जिसे आप साइटोकिन्सिस कहते हैं तो कोशिका विभाजन में मूल रूप से दो चीजें शामिल होती हैं इसमें माइटोटिक चरण और साइटोकिन्सिस शामिल हैं अब माइटोसिस कुछ नहीं बल्कि एक चरण है जिसे हम कैरोकेनेसिस भी कहते हैं और यह माइटोसिस में है कि डीएनए अलग हो जाता है और दो डॉटर नूक्लीआइ बनते हैं और एक बार दो डॉटर नूक्लीआइ का गठन हो जाता है साइटोप्लाज्म विभाजित होता है और यह साइटोकाइनेसिस की ओर जाता है अब एक मुद्दा है जब प्लांट सेल्स की बात आती है क्योंकि प्लांट सेल्स भी इस कठोर संरचना से घिरे होते हैं जिसे हम सेल वॉल कहते हैं तो एक प्लाज़्मा झिल्ली के अलावा प्लांट सेल्स में क्या होता है की उनके पास सेल्यूलोज से बना यह बाहरी आवरण होता है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं तो एक प्लांट सेल के लिए इस क्लीवेज फरो से गुजरना आसान नहीं है इसके बजाय प्लांट सेल्स के मामले में क्या होता है एक बार जब डॉटर नूक्लीआइ अलग हो गए हैं और सेल के केंद्र में से खींचे जा रहे हैं एक नई नींव रखी जाती है नई सेल वॉल के लिए जिसे सेल प्लेट कहा जाता है अब यह सेल प्लेट सेल प्लेट के घटक विभिन्न ऑर्गेनीली जैसे गोल्गी और वेसिकल से आते हैं जो प्लांट सेल्स के भीतर पाए जाते हैं तो प्लांट सेल्स के मामले में आप क्लासिक साइटोकिन्सिस को नहीं देखते हैं जैसा कि आप एनिमल कोशिकाओं में देखते हैं इसके बजाय जो आप देखते हैं कि एक बार डॉटर नूक्लीआइ अलग हो जाने के बाद सेल के केंद्र में सेल प्लेट का गठन होता है और फिर सेल प्लेट एक फैशन में बढ़ने लगती है कि यह मूल रूप से इस दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है और जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है यह मूल कोशिकाoriginal cells की सेल वॉल से मिल जाती है और फिर आपको दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं फिर से प्रत्येक डॉटर सेल् में क्रोमोसोम्स की समान संख्या होती है जैसा कि मूल कोशिका में शुरू हुआ था तो हमने आज क्या अध्ययन किया आज हमने जो देखा वह यह है कि माइटोसिस कोशिका विभाजन का वह रूप है जो सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन के इस रूप में क्रोमोसोम्स की संख्या जो डॉटर सेल्स पर पारित होती है वही रहती है इसलिए यदि आप 46 क्रोमोसोम्स के साथ शुरू करते हैं जैसे कि मनुष्यों के मामले में और हमारे सोमेटिक सेल्स में डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और माइटोसिस में कोशिकाएं चार अलग अलग चरण हैं प्रोफ़ेज़ मेटाफ़ेज़ एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़ और इसका कारण यह क्रोमोसोम्स को समान रूप से अलग करने में सक्षम है क्योंकि क्रोमोसोम्स भूमध्यरेखीय तल पर संरेखित होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स कैनेटोकोर की मदद से स्पिंडल फाइबर से जुड़ सकते हैं और फिर स्पिंडल फाइबर के दो सिरों के बीच रस्साकशी होती है नतीजतन क्रोमोसोम अलग अलग खींचने लगते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स दो पक्षों में चले जाते हैं और फिर डॉटर नूक्लीआइ का निर्माण होता है और डॉटर नूक्लीआइ का डॉटर गठन तब साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया के बाद होता है जब साइटोप्लाज्म विभाजित होता है जबकि पौधों के मामले मेंआप को सेल प्लेट का गठन मिलता हैं तो अगर उन लोगों के लिए जो कुछ एनिमेशन देखना चाहते हैं जो इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से youtube पर जाने की सलाह दूंगी और ग्लेन वोल्केनफील्ड का एक बहुत अच्छा मजेदार रैप गाना भी है आपको यह देखने के लिए आमंत्रित करती हूं धन्यवाद और मैं आपको बाद में एक और वीडियो में देखूंगी हम माइओसस के बारे में बात करेंगे